आइए एक बार फिर डीसी मशीन में कम्यूटेशन को देखने का प्रयास करें हमने कहा कि प्रत्येक कॉइल के लिए खासकर यदि यह लैप वाइंडिंग है तो यह संभवतः नॉर्थ पोल से शुरू होने वाला है यह साउथ पोल में समाप्त होने वाला है और फिर आकर वापस मुड़ जाता है जो हमने कहा था तो मैं वाइंडिंग को इस तरह से दिखाने जा रहा हूं मान लें कि ये कम्यूटेटर सेगमेंट हैं यह कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 है यह 2 है और यह 3 है और मैं इस तरह से एक वाइंडिंग दिखा रहा हूं इसके बगल में एक और वाइंडिंग जैसे यह इससे सटी तीसरी वाइंडिंग इस प्रकार है तो हमारे पास इस तरह से और वाइंडिंग होगी जो लगातार चलेगी सभी जंक्शन पर कमयुटेटर सेगमेंट होगा अगर हम कहें कि ब्रश यहीं कहीं पर लगा हुआ है ब्रश यहां पर है और अगर हम माने कि यह एक जनरेटर है तब हमें यह कहना होगा कि करंट पॉजिटिव ब्रश से बाहर निकलेगा तो हम करंट को इस तरह से प्रवाहित होता दिखाएंगे और यह पॉजिटिव ब्रश होगा अगर यह जनरेटर है तो और हमारे पास करंट का प्रवाह इस दिशा में होगा इस तरह से जिसे हम I कहेंगे और करंट इस तरह से विपरीत दिशा में भी प्रवाहित हो रहा होगा यह भी I है यहां पर कुछ भी नहीं है जो सेगमेंट 3 से करंट को एकत्रित कर रहा है हम इस कॉइल को A नाम दे रहे हैं यह B है और यह C है जो करंट कॉइल C से प्रवाहित हो रहा है वहीं कॉइल B से भी प्रवाहित होना चाहिए क्योंकि मूल रूप से यह कॉइल आपस में सीरीज में हैऔर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है जो इस करंट का विभाजन करें तो मैं यह कह सकता हूं कि यह करंट जो यहां प्रवाहित हो रहा है इस जंक्शन पर वह 2I है तो चलिए हम इस इंस्टेंट को tt0 कहते हैं यह tt0 इंसटेंट है और यहां पर ब्रश स्थिर है यहां पर पोल्स होंगे जो स्थिर होंगे लेकिन वास्तव में यह घूम रहा होगा जो इस दिशा में है कॉइल के साथ साथ कमयुटेटर सेगमेंट का मूवमेंट इस तरह से होगा चलिए अब कमयुटेटर सेगमेंट को चित्रित करते हैं यह 1 है यह 2 है और यह 3 है ध्यान दीजिए कि ब्रश अब 2 और 3 के साथ संपर्क में आ गया है यह दोनों ब्रश के संपर्क में आ रहे हैं जिसके कारण अगर हम कहें कि कॉइल B यहां पर कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है इसको हमने यहां पर कॉइल B दिखाया है तो कॉइल B ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किट हो रही है हमारे पास यहां पर क्या है कि ब्रश कॉइल B को शार्ट सर्किट कर रहा है क्योंकि कॉइल B दोनों सेगमेंट 2 और 3 के साथ संपर्क कर रही है यह दोनों ब्रश द्वारा शार्ट सर्किट की जा रही है अब हमारे पास यहां पर A है B यहां पर है और C यहां पर होगा अब हम कहेंगे कि जहां पर हमारे पास I करंट है और यहां पर हम अधिक एरिया देख सकते हैं और यहां का एरिया कम है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कितना मूवमेंट हो चुका है तो अब क्या होगा कि यहां पर इसके पास करंट I है हो सकता है कि इस करंट का कुछ हिस्सा यहां पर इस तरह प्रवाहित हो यह करंट i हो सकता है तो केवल I i ही B में जा रहा है यह कुल करंट I जो इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है और इसका कुछ हिस्सा ब्रश में जा चुका है जिसके कारण हमारे पास यहां पर जो करंट होगा वह I i होगा अगर हम यहां पर टोटल करंट को देखे जो यहां पर प्रवाहित हो रहा होगा वह मूल रूप से Ii2I है इसमें कोई बदलाव नहीं है केवल यही चीज है कि इसका वितरण बदल गया है इन तीनों कॉइल के बीच में तो अगर अब हम इसे देखें तो यह इंसटेंट tt1 के अनुरूप होगा t0 के कुछ समय बाद चलिए अब दूसरी परिस्थिति पर नजर डालते हैं जहां पर मैंने दिखाया है हालांकि 2 के साथ संपर्क का क्षेत्र अधिक है 3 के साथ यही संपर्क का क्षेत्र कम है चलिए कमयुटेटर सेगमेंट को देखते हैं यह 1 है यह 2 है यह 3 है और ब्रश कुछ इस तरह से है कि वह 2 के साथ कम संपर्क बना रहा है और 3 के साथ अधिक संपर्क बना रहा है इसके बाद भी हमारे पास जो करंट होगा वह ब्रश से बाहर आ रहा होगा क्योंकि यह पॉजिटिव ब्रश है यह नहीं बदलेगा तो चलिए अब हम कॉइल को चित्रित करते हैं अगर हम कहें कि यह कॉइल A है यह कॉइल B है और यह कॉइल C है यह तीनों कॉइल हैं अब हम उस करंट को देखते हैं जो यहां पर प्रवाहित हो रहा है यह अभी भी I है और यहां से जो बाहर निकल रहा है वह भी I है अब हम उस करंट को लिखेंगे जो यहां कमयुटेटर सेगमेंट नंबर 2 पर ब्रश के माध्यम से बाहर आ रहा है चलिए इसे हम i1 कहते हैं कॉइल A मे टोटल करंट I था i1 ब्रश में जा रहा है जो यहां से प्रवाहित हो रहा होगा वह I i1 होगा इसकी दिशा पर ध्यान दीजिए यह उस दिशा के विपरीत है जैसा पहले था अब यहां पर i1 प्रवाहित हो रहा होगा I i1 कॉमेंटेटर सेगमेंट नंबर 3 से प्रवाहित हो रहा है और I C से प्रवाहित होकर कमयुटेटर सेगमेंट 3 से होकर ब्रश में वापस जा रहा है तो यह फिर से 2I होगा जो पहले मूल रूप से हो रहा था वह यह था कि कॉइल B इस दिशा में करंट को ले जा रही थी जो राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा था अब जो करंट हमें दिख रहा है वह लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है केवल यही एक अंतर है वह चीज जो आपको समझनी है वह यह है चलिए फिर से हम करंट में होने वाले बदलाव को देखते हैं कॉइल B के करंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं शुरुआत में tt0 के समय जब 2 वास्तव में करंट को एकत्रित कर रहा था तब किसी तरह का संपर्क 3 के साथ नहीं था ब्रश द्वारा 3 के साथ किसी प्रकार का संपर्क उस समय पर नहीं बनाया जा रहा था हमारे पास I करंट था उसके बाद यह धीरे धीरे बदलने लगा और अंत में यह I हो गया अगर हम इसे I कहते हैं और इसे I अब हम कह सकते हैं कि कॉइल B के करंट में बदलाव आ रहा है तो शुरू में यह मूल रूप से I था फिर यह वास्तव में i1 पर चला गया इसलिए ऐसा लगता है कि i1 विपरीत दिशा में है यही बीच में कहीं मैं उस स्लोप के बारे में बात कर रहा हूं जो वास्तव में I से 0 में बदल रहा है उस स्थिति के दौरान मेरे पास i है हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जिसके कारण यह संपर्क क्षेत्र एक दूसरे के बराबर हो जाने वाले हैं यानी ब्रश का संपर्क क्षेत्र 2 और साथ ही 3 वे एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं कॉइल B 0 करंट लेगा क्योंकि i कैपिटल I के बराबर हो जाएगा और तब यह 0 करंट हो जाएगा तो मूल रूप से कॉइल B धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी करंट भी बदलेगा और धीरे धीरे यह विपरीत दिशा में बढ़ने लगेगा और जैसे जैसे यह विपरीत दिशा में बढ़ेगा आप यह देखेंगे कि जब आगे की ओर प्रवाहित होने वाला करंट विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाले करंट के बराबर हो जाएगा तब यह 0 हो जाएगा और फिर यह विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगेगा तो इसकी दिशा एक तरफ से दूसरी ओर बदल रही है यह वही है जो हमने कहा था की शुरुआत में यह डॉट करंट था और इसके बाद यह क्रॉस करंट बन जाएगा और इसी तरह से इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अगर इस तरह का लीनियर कोम्यूटेशन होता है यह वास्तव में ब्रश और उसके अनुरूप कमयुटेटर सेगमेंट के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है यही कारण है कि हवा के माध्यम से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है कोई भी करंट हवा के माध्यम से प्रवाहित नहीं होगा जब करंट का प्रवाह हवा में होता है तब आप आयोनाइजेशन या स्पार्किंग देखेंगे अन्यथा आपको स्पार्किंग देखने को नहीं मिलेगी लेकिन अगर हमारे पास संपर्क का क्षेत्र पूर्ण रूप से करंट के प्रपोजनल है जो सेगमेंट द्वारा ब्रश में प्रवाहित हो रहा है मूल रूप से कॉपर सेगमेंट के माध्यम से करंट ब्रश में प्रवेश करेगा और इसी से ही बाहर आएगा इसके अतिरिक्त हवा के माध्यम से कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं होगा लेकिन अब क्या होगा अब हम अगले इंस्टेंट के बारे में बात करेंगे अगर हम अगले इंस्टेंट को यहां पर देखें tt2 यह वाला इंस्टेंट tt0 है और यहां पर t1 की शुरुआत हो रही है हम इस t2 की बात कर रहे हैं यह वे इंस्टेंट्स है जो t2 के नजदीक है अब हम इंस्टेंट t3 के बारे में बात करेंगे जहां पर यह पूरी तरह से दूसरी तरफ जा चुका है हमारे पास फिर से यहां पर कॉमेंटेटर सेगमेंट्स होंगे मैं शुरुआत करूंगा 12 और 3 के साथ हमारे पास यहां पर AB और C होगा ध्यान दीजिए कि कॉमेंटेटर सेगमेंट अब 2 के साथ कोई संपर्क नहीं बनाएगा यह पूरी तरह से 3 के साथ संपर्क में आ चुका है क्योंकि यह आगे बढ़ चुका है आर्मेचर आगे बढ़ चुका है इसलिए हम केवल 3 के साथ इसके संपर्क को देखेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलना चाहिए था यह पूरी तरह से पलट जाना चाहिए था अगर हम करंट की दिशा के संदर्भ में बात करते हैं तो यहां पर हमें I मिलना चाहिए कमयुटेटर सेगमेंट 2 के माध्यम से कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए यह कॉइल B के माध्यम से जाना चाहिए और इसके बाद सेगमेंट 3 इस तरह से यहां पर होना चाहिए तो फिर से यह यहां पर AB और C है हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि यह करंट I होगा लेकिन क्या होता है मैं आमतौर पर अनुमान लगाता हूं कि कॉइल बी इंटरपोलर क्षेत्र में है या नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ जो भी हो इसकी सीमा पर है अगर हम इसे मशीन के क्रॉस सेक्शन से दिखाने की कोशिश करें हम दिखा सकते हैं कि यह नॉर्थ पोल है यहां पर साउथ पोल है मैं योक को चित्रित नहीं कर रहा हूं और यहां पर कंडक्टर मौजूद होंगे मैं यहां पर बड़े कंडक्टर दर्शा रहा हूं और हो सकता है यहां पर एक हो और यहां पर दूसरा हो कुछ इस तरह से और जो यहां पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूं हो सकता है कि वह B हो अगर हम यह माने की घूमने की दिशा इस दिशा की ओर है कृपया कर राइट हैंड रूल को याद करें आपको पता चलेगा कि यह डॉट है और यह क्रॉस है इस तरह से यहां पर करंट मौजूद होगा यही कारण है कि हम 2 दिशाएं चित्रित कर रहे हैं क्योंकि कॉइल A से किसी एक दिशा में करंट का प्रवाह हो रहा है जबकि कॉइल C विपरीत दिशा में करंट ले रहा है यही हमने चित्रित किया है अब यह कॉइल जो इनके बीच में है वह B है और यह वह कॉइल है जो कॉमेंटेटर सेगमेंट नंबर 2 के साथ जुड़ी हुई है जो ब्रश से जुड़ा हुआ है तो हम हमेशा ब्रश के माध्यम से करंट को एकत्रित कर रहे हैं जो इंटरपोलर क्षेत्र में मौजूद है वह कमयुटेटर सेगमेंट जो इंटर पोलर रीजन में है वह भ्रष्ट के साथ संपर्क बनाता है और यही अंत में लोड को सप्लाई प्रदान करता है ऐसा ही सामान्य तौर पर कंप्यूटेशन के दौरान होता है हम देखेंगे कि कॉइल B जो इंटर पोलर रीजन में है उसमें मुश्किल से इंड्यूस्ड EMF बनेगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का इंड्यूस emf नहीं है इसलिए इसे शार्ट सर्किट करने या करंट की दिशा बदलने कि कोई बड़ी समस्या नहीं है एक डीसी मशीन में यह एक बड़ी समस्या नहीं है लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है जब हम आर्मेचर रिएक्शन को ध्यान में रखते हैं जब आर्मेचर रिएक्शन मौजूद है तब क्या होगा कि हमने कहा था कि मूल रूप से मैग्नेटिक फोर्स की लाइनें कुछ इस तरह से होंगी मेन फ्लक्स कुछ इस तरह से थी जबकि इनके द्वारा फ्लक्स लाइन कुछ इस तरह से बनाई जाएंगी कि यह यहां पर विपरीत दिशा में होंगी जिसके कारण निश्चित तौर पर यहां पर हमें फ्लक्स में गिरावट देखने को मिलेगी हमने कहा था कि इसे डिमैग्नेटाइजेशन कहते हैं जबकि विपरीत दिशा में यह इसे मैग्नेटाइज करेगा ऐसा हमने कहा था तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स द्वारा कुछ कंडक्टर मैं डिमैग्नेटाइजेशन प्रभाव किया जाएगा और कुछ कंडक्टर में मैग्नेटाइजिंग प्रभाव जो इन कंडक्टर की स्थिति पर निर्भर करता है इसके कारण यह कंडक्टर जिसके बारे में हम कह रहे थे कि यह न्यूट्रल रीजन में है अब हम इसे मैग्नेटिकली न्यूट्रल रीजन में नहीं देख पाएंगे इसका झुकाव साउथ पोल की ओर होगा इसका कारण है मैग्नेटाइजिंग प्रभाव जो यहां पर प्रभावी है यह कंडक्टर भौतिक रूप से साउथ पोल से आगे बढ़ चुका है लेकिन इस पर न्यूट्रल रीजन का प्रभाव नहीं आएगा साउथ पोल की फ्लक्स का प्रभाव इस पर रहेगा जिसके कारण जिस करंट को पलट जाना चाहिए था उस समय जब इसका संपर्क कमयुटेटर सेगमेंट नंबर 2 से हट जाता है वास्तव में करंट का पूरा प्रभाव इस पर से नहीं हटेगा क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ साउथ पोल की पोलैरिटी की तरफ है तो करंट का प्रभाव कुछ समय और देखने को मिलेगा जब कमेंटेटर सेगमेंट नंबर 2 से ब्रश का संपर्क खत्म हो चुका है इसके बाद क्या होगा कि B दुविधा की स्थिति में होगा इसका 2 के साथ कोई संपर्क नहीं है लेकिन इसे फिर भी कुछ मात्रा का करंट देना है जो 2 से ब्रश की ओर जा रहा है कुछ मात्रा का करंट कमयुटेटर सेगमेंट नंबर 2 से ब्रश की ओर प्रवाहित होगा क्योंकि कॉइल B में इंड्यूस्ड ईएमएफ है और यह न्यूट्रल एक्सिस से आगे बढ़ चुका है इसमें इसका दोष नहीं है इसका कारण आर्मेचर फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन है आर्मेचर रिएक्शन का इस तरह का प्रभाव है कि न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गई है अगर न्यूट्रल एक्सेस शिफ्ट हो गई है तो कॉइल B में 0 इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा अगर इसमें 0 इंड्यूस्ड emf नहीं हुआ और यह वह पोलैरिटी ले लेगा जिस पोल को इसने पीछे छोड़ा है साउथ पोल इसके पीछे है तो यह करंट के लिए अपना समर्थन जारी रखेगा जिसके कारण आप देखेंगे कि वह पाथ जो वास्तव में कॉपर पाथ नहीं है जो कॉमेंटेटर सेगमेंट 2 और ब्रश के बीच नहीं है वह आयोनाइस हो रहा है इनके बीच मौजूद हवा आयोनाइस हो जाएगी इसके बाद यह आपको आर्क के रूप में देखने को मिलेगी इसी को स्पार्किंग कहा जाता है इसे आप स्पार्किंग कह सकते हैं इसके अतिरिक्त अन्य कई कारण है जिसे हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम यह चर्चा भी नहीं करेंगे कि स्पार्किंग को कैसे कम किया जा सकता है हम इसे यहीं तक समझेंगे तो मूल रूप से स्पार्किंग न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट के कारण होती है जिसके कारण इंटर पोलर रीजन में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है वह कॉइल जो इंटर कॉलेज रीजन में आ रही है उसके अंदर कुछ मात्रा में यह मैसेज इंड्यूस होगा यह इंड्यूस्ड ईएमएफ निश्चित तौर पर करंट में होने वाले दिशा परिवर्तन में होने वाली देरी का कारण है यह परिवर्तन तब हो जाना चाहिए था जब कमयुटेटर सेगमेंट नंबर 2 ने ब्रश के साथ अभी तक संपर्क नहीं बनाया है तो हमारे पास यहां पर आयनाइजेशन हो रहा होगा जिसके कारण आर्क देखने को मिलेगी स्पार्किंग होगी इसके बाद करंट जल्दी से किसी वैल्यू i2 से I पर चला जाएगा या I पर अगर आप इसे I कहेंगे तो वास्तव में हम देखेंगे कि करंट इस पाथ का अनुकरण नहीं करेगा इसमें हमें थोड़ी देरी देखने को मिलेगी और इसके बाद आप अचानक से स्पार्किंग देखेंगे क्योंकि आर्क रजिस्टेंस मूल रूप से अधिक होता है आर्क का रजिस्टेंस कॉपर की तुलना में अधिक होता है तो जल्दी से इसमें मौजूद एनर्जी या संग्रहित ऊर्जा को निष्कासित करने के लिए यह जल्दी से I पर पहुंच जाएगा उस वैल्यू से जिस पर यह पहले था तो यह डॉटेड एरिया जिससे मैं यहां पर दिखा रहा हूं वह उस करंट के अनुरूप है जिससे आयनाइजेशन या आर्क पैदा हो रही है तो यह हिस्सा जल्दी से I की वैल्यू पर पहुंच जाएगा और यह तभी देखने को मिलेगा जब आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव अधिक प्रभावी होगा अन्यथा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव अधिक प्रभावी तभी होगा जब हम मशीन के साथ अधिक से अधिक लोड को जोड़ेंगे चाहे यह एक जनरेटर हो या मोटर इस पर यह निर्भर नहीं करता लेकिन हम यह देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन अधिक प्रभावी तभी होगा जब अधिक मात्रा का आर्मेचर करंट मशीन से प्रवाहित होगा तो केवल लोड की कंडीशन में हमें इसका अधिक और अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा अगर मशीन में टूट फूट ज्यादा है उस समय भी इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ब्रश का इसके साथ अच्छा संपर्क रहे अगर किसी प्रकार की टूट फूट द्वारा ब्रश इस तरह से गोलाकार हो जाए तब यह उचित संपर्क नहीं बना पाएंगे जिसके कारण संपर्क क्षेत्र में कमी आएगी और करंट का कुछ हिस्सा इसके आसपास मौजूद हवा के माध्यम से प्रवाहित होगा तो आप ऐसी मशीन में भी स्पार्किंग देखेंगे जो सालों साल चल चुकी है यही प्रमुख कारण है कि DC मशीन का उपयोग ज्वलनशील वातावरण जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री माइंस में नहीं किया जाता है यह एक अच्छा सुझाव नहीं है कि हम किसी DC मशीन का उपयोग ऐसे वातावरण में करें जहां पर ज्वलनशील गैसेस या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो जहां पर चारों ओर ज्वलनशील पदार्थ मौजूद है DC मशीन के साथ मौजूद प्रमुख समस्या इसका कमयुटेटर और ब्रश की व्यवस्था है जिसके कारण इसमें निरंतर स्पार्किंग देखने को मिलती है विशेषकर तब जब हम मशीन को लोड करते हैं और आप कभी भी मशीन को लोड के बिना नहीं चलाएंगे यह DC मशीन का एक प्रमुख विषय है जो इसे हानिकारक बनाता है हालांकि यह कुछ अन्य परिस्थितियों में सहायक भी हो सकता है हमने कहा था कि इस कंडक्टर पर साउथ पोल का प्रभाव रहेगा अगर यह साउथ पोल के पक्ष में है तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए हम एक छोटे पोल जिन्हें इंटरपोल कहते हैं उसका उपयोग करेंगे इसकी संरचना स्टेटर में होती है लेकिन जो करंट उस कंडक्टर पर जाता है जो इंटरपोल पर लगाए जाते हैं वह आर्मेचर करंट के बराबर होता है क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मौजूद है इसीलिए हम चाहते हैं कि इंटरपोल भी सामने आए वरना हमें इंटरपोल की कोई आवश्यकता नहीं थी वह वाइंडिंग जो इंटरपोल पर है उस पर प्रवाहित होने वाला करंट आर्मेचर करंट के बराबर होता है तो अगर यह इंटरकोर्स ऐसी फ्लक्स उत्पन्न करता है जो नॉर्थ पोल के अनुरूप है और यह वाला इंटरपोल वह फ्लक्स उत्पन्न करता है जो साउथ पोल के अनुरूप है तो हम कह सकते हैं कि यह आर्मेचर रिएक्शन के डिमैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम करने में समर्थन देगा विद्यार्थी क्या हम इंटरपोल का ओरिएंटेशन N या S तय करते हैं प्रोफेसर यह देखिए की डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव इंटर पोलर रीजन पर पड़ रहा है यह यहां पर मौजूद फ्लक्स लाइन की दिशा के विपरीत है फील्ड की लाइनें यहां नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है जबकि यह लाइन विपरीत दिशा में है लेकिन अगर हमारे पास यहां पर नॉर्थ पोल होता तो वह इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता जो इस कंडक्टर को नार्थ की ओर करने का प्रयास करेगा पहले इस कंडक्टर का झुकाव साउथ पोल की ओर था क्योंकि न्यूट्रल एक्सेस उस ओर शिफ्ट हो गई है अब आप क्या कर रहे हैं कि आप आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंटर पोलर रीजन में मौजूद है हम कंपनसेशन वाइंडिंग के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं जिसे हम पोल शूज में रखते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के प्रभाव को खत्म करने इंटरपोल आर्मेचर रिएक्शन के डिमैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को खत्म करने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो हम मूल रूप से इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के दो विशिष्ट उपयोग को देख रहे हैं इंटर पोल हमेशा आर्मेचर रिएक्शन के डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के साथ हस्तक्षेप करता है जो कम्यूटेशन में मदद करेगा जबकि अगर मैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग करने जा रहा हूं तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के प्रभाव को कम करने वाली है लेकिन जहां तक करंट का संबंध है कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटर पोल वाइंडिंग दोनों ही जो करंट लेंगे वह आर्मेचर करंट के बराबर है कम्यूटेशन के लिए इतना ही हम डीसी मशीनों के विषय को कम्यूटेशन की चर्चा के साथ समाप्त कर रहे हैं तो अगला जो हम लेने जा रहे हैं वह मशीन में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जो 3 फेज़ मशीन है तो हम इस पूरे कोर्स में दो एसी मशीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं एक इंडक्शन मशीन होगी दूसरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह सिंक्रोनस मशीन होगी इंडक्शन मशीन आमतौर पर बड़े पैमाने पर मोटर के रूप में उपयोग की जाती है जबकि सिंक्रोनस मशीन का उपयोग जनरेटर के रूप में किया जाता है निश्चित रूप से अन्य अनुप्रयोग भी हैं जिनमें इंडक्शन मशीन को एक जनरेटर और सिंक्रोनस मशीन को मोटर के तौर पर उपयोग में लाया जाता है अधिकांश स्थिति में आती है देखेंगे कि इंडक्शन मशीन को सामान्य तौर पर मोटर और सिंक्रोनस मशीन को जनरेटर के रूप में उपयोग में लाया जाता है सिंक्रोनस मशीन अगर आप सभी NTPC पावर स्टेशन को देखें सभी हाइड्रो पावर स्टेशन वे सभी केवल सिंक्रोनस जनरेटर का उपयोग करते हैं और इनकी क्षमताएं बहुत अधिक होती है यह क्षमता 1000MVA तक हो सकती है अगर आप पुराने पावर प्लांट जैसे रामागुंडम या दादरी में मौजूद पावर स्टेशन को देखें इनमें मौजूद कुछ इकाइयां 500 MVA या 300 MVA या 250 MVA है सीपत कुछ साल पहलेबना था जिसमें 1000 MVA का अल्टरनेटर है सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर के रूप में भी जाना जाता है तो इन्हें आम तौर पर या तो हाइड्रो टर्बाइन द्वारा घुमाया जाता है या इसे स्टीम टर्बाइन द्वारा घुमाया जाता है इसलिए यदि आप एनटीपीसी पावर स्टेशन या एनपीसी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन पावर स्टेशन कलपक्कम तारापुर या वहां के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आम तौर पर वे सभी स्टीम टर्बाइन द्वारा घुमाए जाते हैं तो वे सामान्य रूप से 3000 आरपीएम पर चलेंगे आप देखेंगे कि उनमें से कई 3000 आरपीएम पर चलते हैं जबकि हाइड्रो टर्बाइन आमतौर पर धीमे होते हैं वे केवल 500 या उससे भी कम आरपीएम पर चलेंगे तो हाइड्रो टर्बाइन आमतौर पर कम गति पर चलते हैं जबकि स्टीम टर्बाइन सामान्य रूप से 3000 आरपीएम पर चलते हैं जिसके कारण आप देखेंगे कि पोल की संख्या इसके द्वारा निर्धारित की जाती है इसलिए यदि आप एक सिंक्रोनस जेनरेटर की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो यह कांस्टेंट स्पीड पर चलता है यह इसके अलावा किसी और स्पीड पर नहीं चलाया जाएगा यह नियम के तौर पर 3000 rpm पर चलेगा क्योंकि अगर यह 3000 rpm पर चलता है तो ही 50 Hz बनाएगा अन्यथा यह 50 हर्ट्ज़ नहीं बना पाएगा और हम जो चाहते हैं वह 50 हर्ट्ज़ है क्योंकि जो ग्रिड से जुड़ा है और हमारी ग्रिड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है इसलिए हम नहीं चाहते कि यह 3000 आरपीएम के अलावा किसी अन्य गति से चले जबकि यदि आप इंडक्शन मोटर को देखें यदि आप वास्तव में कहते हैं कि हमारे देश की कुल उत्पादन क्षमता जो लगभग 275GW हो सकती है इसमें से लगभग 80 प्रतिशत बिजली का उपयोग इंडक्शन मोटर्स द्वारा किया जाता है क्योंकि यदि आप किसी भी उद्योग को देखें तो वह पंप हो रेत कम्प्रेसर सीमेंट मिल पेपर मिल कपड़ा मिल ये सभी अपने उद्देश्यों के लिए 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं 3 फेज़ इंडक्शन मोटर प्रमुख रूप से इंडस्ट्री में उपयोग में लाई जाने वाली मशीन है इसका नाम 3 फेज़ इसलिए है क्योंकि यह 3 फेज़ सप्लाई पर काम करती है हमारे पास सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर भी उपलब्ध है मैं यहां पर एक बात रखना चाहता हूं क्योंकि हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की चर्चा नहीं करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मुख्य तौर से घरों में उपयोग में लाई जाती है घरों में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण जिन्हें आप देखें जैसे कि पानी को खींचने वाली मोटर फैन मिक्सर और हैंड ड्रिल के अलावा जैसी चीजों में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है अगर आप हेयर ड्रायर को देखें घास काटने वाली मशीन जिस चीज का भी नाम ले मुख्य तौर पर वहां पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग हो रहा होगा तो यह लगभग सभी घरेलु उपकरण में देखने को मिलती हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के डिजाइन की चिंता आमतौर पर नहीं की जाती क्योंकि यह मोटर फ्रेक्शनल किलो वाट की होती है जैसे कि 20W30W या ज्यादा से ज्यादा 300W इसलिए इसकी एफिशिएंसी और डिजाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि अगर यह 30 या 40 प्रतिशत एफिशिएंसी पर भी काम करें तो इसे सामान्य माना जाता है ऐसा अधिकतर लोग सोचते हैं लेकिन हम बड़ी मात्रा में पावर की बर्बादी कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक घर में कम से कम 10 से 15 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम फैन के लिए 40W कि बिजली की खपत कर रहे हैं लेकिन जो हवा में बदल रही है वह 20W या उससे भी कम है तो हम बड़ी मात्रा में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग कर पावर को बर्बाद कर रहे हैं लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और अधिकांश समय यह निश्चित तौर पर 85 परसेंट से अधिक और 90 परसेंट से कम पर होती है तो आमतौर पर 3 फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी 85 परसेंट से अधिक होती है जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी 30 से 40 से कम ही होती है यह इससे ज्यादा नहीं होती और कोई भी इसमें सुधार की चिंता नहीं करता क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट है आप कई सारे विज्ञापन देख सकते हैं जो रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन या अन्य उपकरणों के लिए होते हैं कीमत में होने वाली थोड़ी सी भी कमी इनके लिए बहुत लाभदायक होती है और यह उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है जिनकी कीमतें ज्यादा है इसलिए आमतौर पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के डिजाइन की चिंता कोई नहीं करता अगर इनकी एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग 5 स्टार हो जाए तो भी कोई इस पर ध्यान नहीं देगा तब तक जब तक इसकी कीमत बाजार में कम नहीं है तो चलिए अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं स्पष्ट रूप से थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटरऔर रोटर होंगे क्योंकि इसे इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करना है इसलिए यह AC पर चलेगा यह DC नहीं ले सकता तो दोनों स्टेटर और रोटर AC लेंगे ध्यान दीजिए कि DC मशीन की फील्ड सामान्य तौर पर DC लेती है केवल आर्मेचर AC लेता है यही कारण था कि हमने कमयुटेटर रखा था यहां पर दोनों AC लेंगे और अगर हम इसकी मूल संरचना को देखते हैं मैं यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं यह एक सिलेंडर की तरह है जो इस बोर्ड की तरफ जा रहा है हमारे पास यहां पर 3 फेस की वाइंडिंग होगी जो स्पेस में वितरित है और इसका वितरण एक दूसरे से 120 डिग्री है तो मैं A फेज वाइंडिंग कुछ इस तरह दिखा सकता हूं यह A है यह A' है तो एक करंट को आगे की दिशा में ले जा रहा है दूसरा करंट को वापसी की दिशा में ले जा रहा है और मेरे पास यहां B और यहां B' हो सकता है इसलिए मैं इसे B कहता हूं यह B' है यह A है यह A' है और मेरे पास C और C' होगा मैंने दिखाया है कि यह केवल 1 वाइंडिंग है निश्चित रूप से यह केवल एक वाइंडिंग नहीं है कई वाइंडिंग होंगे तो मुझे यह दिखाना चाहिए कि A फिर से स्टेटर की पूरी परिधि में फैल रहा है स्टेटर की आंतरिक परिधि में सामान्य तौर पर इस तरह से हमारे पास A फेज और B फेज और C फेज की वाइंडिंग होंगी यह इतना सरल नहीं होता कि इस प्रकार से वाइंडिंग को मशीन में रखा जाता है यह वास्तव में कन्फ्यूजिंग होता है और साथ ही साथ कठिन भी तो इसलिए सामान्य तौर पर लोग क्या करते हैं कि 60 डिग्री को A के लिए निर्धारित कर देते हैं 60 डिग्री A' के लिए 60 डिग्री B' 60 डिग्री B 60 डिग्री C' 60 डिग्री C के लिए हमारे पास कुल 360 डिग्री होगा अगर हमारे पास 36 स्लॉट्स हैं36 स्लॉट्स हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं इसके हिसाब से हम 6 स्लॉट A पॉजिटिव के लिए बनाएंगे ऐसे ही A नेगेटिव B पॉजिटिव B नेगेटिव C पॉजिटिव C नेगेटिव सभी के लिए इसे सामान्य तौर पर A फेज बेल्ट कहा जाता है यह A' फेज बेल्ट है प्रत्येक बेल्ट 60 डिग्री की जगह लेती है हम वाइंडिंग को A फेज के अनुरूप रखते हैं ध्यान दीजिए यह तीनों वाइंडिंग पूर्ण तौर पर एक दूसरे से अलग है यह सभी A फेज करंट B फेज करंट और C फेज करंट द्वारा सप्लाई की जाती है हम इस तरह से A फेज वाइंडिंग को दिखाएंगे B फेज वाइंडिंग को इस तरह से और C फेज वाइंडिंग को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे तो मैं दिखा रहा हूं कि यह A A' है इसी तरह B B और C C है मैं उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टार या डेल्टा में जोड़ सकता हूं अगर मैं दोनों टर्मिनलों को बाहर लाता हूं तो मुझे उन्हें किसी भी स्टार या डेल्टा में जोड़ने में सक्षम होना चाहिए कोई समस्या नहीं है तो स्टेटर में मूल रूप से एक वितरित वाइंडिंग होती है जो 3 फेज के अनुरूप होगा लेकिन अगर मैं A फेज वाइंडिंग की एक्सेस को देखता हूं तो यह A फेज की एक्सेस है इसी तरह अगर मैं B फेज की एक्सेस को देखने की कोशिश करता हूं तो यह 120 डिग्री स्थानांतरित हो जाएगा C फेज की एक्सेस जो 120 डिग्री स्थानांतरित हो जाएगी ध्यान दें कि सभी 3 फेज की एक्सेस एक दूसरे से 120 डिग्री के शिफ्ट पर होंगी तो भौतिक रूप से हम स्टेटर में वाइंडिंग को इस तरह से रखेंगे कि A फेस की एक्सेस इस तरह से दिखे यह डॉट है इसलिए करंट इस तरह से जा रहा है एक तरह से यह A फेज की मैग्नेटिक एक्सेस है क्योंकि डॉट यहां ऊपर है मैं इस डॉट के बारे में बात कर रहा हूं तो मैग्नेटिक एक्सेस इस दिशा पर पॉइंट करेगी तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था हम तीनों फेज एक्सेस के बारे में बात कर सकते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर शिफ्ट होंगी सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर में भी ऐसा देखने को मिलता है सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर इंडक्शन मशीन के स्टेटर से अलग नहीं होता इंडक्शन मशीन का स्टेटर और सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर एक इनके बीच मुश्किल से ही कोई अंतर देखने को मिले क्योंकि यह चीज सिंक्रोनस मशीन के लिए दोबारा नहीं दोहराई जाएगी इसीलिए मैं यहां पर इस पर विशेष बल दे रहा हूं स्टेटर की संरचना थ्री फेज इंडक्शन मशीन और थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन के लिए एक समान होती है तो चलिए अब हम रोटर को देखते हैं रोटर कैसा होता है इंडक्शन मोटर में रोटर की संरचना दो प्रकार की होती है 1 को स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं और दूसरा प्रकार वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहलाता है स्क्विरल केज का नाम इसलिए आया क्योंकि रोटर का क्रॉस सेक्शन चलिए इसे यहां प्रदर्शित करते हैं हमारे पास बाहर की ओर इस तरह के स्लॉट होते हैं मैं यहां पर ज्यादा स्लॉट नहीं बनाऊंगा केवल इतने ही दिखाए जाएंगे लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मौजूद होंगे अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एक रोटर बार रखेंगे दूसरा रोटर बार यहां वास्तव में यह रोटर कंडक्टर है जो बहुत मोटा होता है इसीलिए हम इसे रोटर बार कह रहे हैं तो हमारे पास कई ऐसे बार होंगे जो प्रत्येक स्लॉट में रखे जाएंगे इससे हमें स्क्विरल केज रोटर की संरचना मिलेगी अगर आप कल्पना करें कि इस तरह से और अधिक कंडक्टर इसमें जाएंगे तो यह आपको किसी चीज की तरह नजर आएगा अगर आप इसकी कल्पना बिना कोर के करें जिसमें केवल बाहर ही मौजूद है तो यह किसी के के सामान लगेगा जिसमें कोई तोता बैठा हुआ है यह एक केज जैसा दिखेगा यही कारण है कि इसे केज रोटर स्क्विरल केज रोटर कहा जाता है क्योंकि स्क्विरल के ऊपर और किनारों पर आप 3 या 2 लाइनें देखते होंगे तो यह संरचना इसके जैसी नजर आती है तो यही कारण है कि इसे स्क्विरल केज रोटर कहा जाता है स्क्विरल केज रोटर का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें मौजूद रोटर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है क्योंकि हम इसमें जो कॉपर या एल्युमीनियम के कंडक्टर का उपयोग करते हैं वह बहुत ही मोटे होते हैं जो इसके करंट को लेते हैं जिसके कारण रजिस्टेंस बहुत कम होता है एक और प्रमुख लाभ यह है कि रोटर बार के अंत में दोनों तरफ हम रिंग का उपयोग करते हैं दो रिंग के माध्यम से हम रोटर बार को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इन्हें एंड रिंग कहा जाता है तो एंड रिंग द्वारा रोटर को दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है ताकि निश्चित तौर पर करंट का प्रवाह हो सके अगर इन शॉर्ट सर्किट कंडक्टर में किसी भी प्रकार का वोल्टेज इंड्यूस होता है तो चाहे कुछ भी हो करंट का प्रवाह होना निश्चित है क्योंकि हमने इन्हें पहले से ही शॉर्ट सर्किट किया हुआ है रोटर से किसी प्रकार का कनेक्शन बाहर नहीं आ रहा है हम रोटर करंट का बाहर किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं रोटर करंट ले रहा है जिससे यह फ्लक्स उत्पन्न करेगा जिसके माध्यम से टॉर्क इंड्यूस होगी लेकिन इस रोटर करंट को हम सीधे तौर पर बाहर नहीं ले पाएंगे हम रोटर करंट को मेजर भी नहीं कर पाएंगे अगर हम इसे मेजर नहीं कर सकते तो इसे नियंत्रित करने का सवाल ही नहीं उठता यही कारण है कि इंडक्शन मोटर का नियंत्रण बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हम रोटर करंट को एक्सेस नहीं कर सकते तो क्या होगा कि हमारे पास यहां पर एक शाफ्ट होगी यह शाफ्ट यहां से जाएगी रोटर के घूमने से शाफ्ट भी घूमेंगे क्योंकि हमारे पास एक बाहरी तंत्र मौजूद होगा जो इसे घुमाएगा मोटर में हम देखेंगे कि हमारे पास एक अलग प्रणाली मौजूद होगी जो इस रोटर की सहायता से घुमाई जाएगी लेकिन इस रोटर का बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा तो हमारे पास रोटर को नियंत्रण करने की बड़ी समस्या है लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़ी अन्य हानिया भी है क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है इसलिए यह एक ही संपूर्ण संरचना होती है हमें इस पूरी चीज को एक साथ गणना होता है हम केवल कॉपर के बाद और एंड रिंग बना सकते हैं जिन्हें आपस में साथ में किया जाता है इनकी वेल्डिंग की जाती है इन्हें सर्विस में लिया जाता है और 50 वर्षों तक भूल जाते हैं क्योंकि इन्हें कुछ नहीं होता जबकि अगर हमारे पास ब्रश होते अगर कमयुटेटर होता तब हमें बार बार यह देखना होता कि ब्रश का संपर्क सही तरीके से बन रहा है या नहीं कोई स्पार्किंग हो रही है या नहीं क्या स्प्रिंग द्वारा सभी चीजों को सही तरीके से पकड़ा जा रहा है इन सभी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है लेकिन स्क्विरल केज रोटर के लिए हमें इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है स्क्विरल केज रोटर एक बहुत ही मजबूत संरचना है अगर आप रोटर बार को तोड़ना भी चाहे तो यह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है ऐसा हमने किया था जिसमें हमने रोटर बार को तोड़ा था ताकि हम वह कैरेक्टर स्टिक देख सके जिसमें रोटर बार में क्रैक मौजूद हो रोटर बार को तोड़ना इतना भी सरल नहीं है अगर आप इसे तोड़ना भी चाहे तो तो यह बहुत ही मजबूत संरचना होती है जो राजधानी ट्रेन में उपयोग में ली जाती है और सभी ट्रेन में एसी मोटर का उपयोग होता है यह 850 kW की इंडक्शन मोटर है ऐसी 6 मशीन राजधानी ट्रेन के उपयोग में लाई जाती है तो 850 kW इंडक्शन मोटर लगाइए और दशकों तक इसे भूल जाइए तो यह इंडस्ट्री से जुड़े उपयोगों के लिए बेस्ट मोटर होती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह इंडस्ट्रीज में प्रयोग होने वाली मोटर में राजा की श्रेणी में आती है तो यह केज रोटर की संरचना है राउंड रोटर की संरचना को हम अगली क्लास में लेंगे